इस सप्ताह में मैं आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स नामक एक अवधारणा से परिचित कराऊंगा निश्चित रूप से मैं आपको कुछ उदाहरण देते हुए इस बारे में चर्चा करूंगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है फिर हम दो उदाहरण लेंगे एक उदाहरण तो छोटा होम ऑटोमेशन सिस्टम है जहां हम एसएमएस नियंत्रण के माध्यम से एक लाइट को जलाएंगे और बंद करेंगे और इस सप्ताह में हम आपको एक टच सेंसर के माध्यम से भी दिखाएंगे कि कैसे हम किसी प्रकार की घटनाओं को महसूस कर सकते हैं यदि कोई अवांछित व्यक्ति आपकी स्क्रीन को छूता है तो ये दो उदाहरण हैं जिन पर हम गौर करेंगे और इस लेक्चर में विशेष रूप से मैं आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मूलमंत्र से परिचित कराऊंगा इस सप्ताह जिन अवधारणाओं को कवर किया जाएगा वह है इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम आईओटी और एम्बेडेड सिस्टम से कैसे संबंधित हैं और हम ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के एक मामले का अध्ययन करेंगे इस पर आते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है यह भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जैसे यह कोई भी यंत्र हो सकता है यह एक इंसान या वाहन हो सकता है या यह एक भवन हो सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड हो सकता है और यह क्या सक्षम करता है यह वस्तु को आंकड़े एकत्र करने और आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है मैं आपको एक उदाहरण देता हूं पांचवें सप्ताह में हमने तापमान संवेदन मॉड्यूल के बारे में चर्चा की थी तो हम उस उदाहरण में क्या कर रहे थे एक सेंसर था जो LM35 है जहां से हम कुछ भौतिक पैरामीटर को समझ रहे थे जो कि तापमान है और हम इसे एलसीडी में प्रदर्शित कर रहे थे यह वही है जो हम कर रहे थे यह एक एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन है जो एक स्टैंडअलोन प्रणाली है इसे एक संचार क्षमता मिली है लेकिन हम सेंसर से प्राप्त आंकड़े को किसी अन्य सर्वर या किसी अन्य डेटाबेस में संचारित नहीं कर रहे थे इसलिए हम उस तापमान को कहीं भी संग्रहीत नहीं कर रहे थे हम इसे केवल एलसीडी पर प्रदर्शित कर रहे थे लेकिन हम एक परिदृश्य कहते हैं जहां मैं उस तापमान को माइक्रोकंट्रोलर के माध्यम से सेंसर से इकट्ठा करता हूं और मैं उस जानकारी को पास करता हूं या उस जानकारी को किसी डेटाबेस में संग्रहीत करता हूं यदि हम इसे एक डेटाबेस में सहेजना चाहते हैं जो ऑनलाइन है तो हमारे पास प्रसंस्करण क्षमता के साथ साथ कुछ संचार क्षमता होनी चाहिए जो इसे मिली है इसे प्रसंस्करण क्षमता पहले ही मिल चुकी है लेकिन अब आंकड़े भेजने या किसी सर्वर या किसी डेटाबेस में आंकड़े संग्रहीत करने के लिए हमें कुछ संचार क्षमता भी चाहिए जब भी एक एम्बेडेड सिस्टम में न केवल प्रसंस्करण क्षमता होती है बल्कि संचार क्षमता भी होती है तो यह आईओटी यंत्र बन जाता है इसका मतलब है तापमान संवेदन इकाई अब स्टैंडअलोन नहीं है और इस विशेष स्थान तक सीमित नहीं है जहां आप केवल तापमान प्रदर्शित कर रहे हैं यदि कोई इस विशेष कमरे के तापमान को जानना चाहता है तो आप इसे मेरे द्वारा बताए गए तंत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं यह वस्तुओं को एकत्र करने और साथ ही आंकड़े का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है हमारे पास कई तरह के अनुप्रयोग हैं जिनमें से एक स्मार्ट सिटी है दूसरा हेल्थकेयर में है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग बहुत प्रमुख अनुप्रयोगों में से एक है जहां आजकल लोग किसी भी वस्तु को ट्रैक करने के लिए छोटे मॉड्यूल का उपयोग कर रहे हैं हम बाद में उसे एक मामले के अध्ययन के रूप में देखेंगे निगरानी और सुरक्षा में आईओटी को बहुत अच्छे अनुप्रयोग मिले हैं सुरक्षा के लिए मैं उस सेंसर के साथ एक उदाहरण ले रहा हूं लेकिन इसे कई अन्य अनुप्रयोग मिले हैं और बेशक यह सिर्फ कल्पना से सीमित है अनुप्रयोगों का एक बड़ा समूह है जब एक एम्बेडेड सिस्टम में संचार क्षमता भी होती है तो हम इसे आईओटी कहते हैं में आपको आईओटी और एम्बेडेड सिस्टम के बारे बताता हूं मैं आपको पहले ही दोनों के बीच संबंध बता चुका हूं आईओटी बड़ी तस्वीर बनाता है बेशक यह केवल एक एम्बेडेड सिस्टम नहीं है यह कई एम्बेडेड सिस्टम का एक संग्रह है जो एक दूसरे के बीच भी संवाद कर सकते हैं दुनिया में अरबों चीजें हैं जो आंकड़े उत्पन्न कर सकती हैं और एक दूसरे के साथ संवाद कर सकती हैं यह इन सेंसर से आंकड़े तैयार करता है बहुत सारे आंकड़े और यह आंकड़े कहां जाएंगे आंकड़े आगे की प्रक्रिया के लिए कहीं और सहेजें जाएंगे इतने आंकड़े उत्पन्न हो जाते है कि उन विशाल आंकड़ों को संग्रहीत करना बहुत आसान नहीं है बेशक आंकड़ों को ठीक से सहेजने के लिए आपके पास कुछ आर्किटेक्चर होना चाहिए लेकिन कुछ मामलों में यदि सेंसर कुछ अनावश्यक आंकड़े उत्पन्न कर रहे हैं जिन्हें आपके लिए सभी अवधि के लिए रखने की आवश्यकता नहीं है तो आप बस उन आंकड़ों को हटा सकते हैं प्रत्येक आईओटी नोड अनिवार्य रूप से एक एम्बेडेड सिस्टम है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और इस आईओटी क्रांति ने इस एम्बेडेड सिस्टम को जीवन का एक नया पट्टा दिया है एंबेडेड सिस्टम नया नहीं था लेकिन यह आईओटी मूलमंत्र काफी समय से है जो हम पिछले 5 वर्षों से कहते हैं आप कह सकते हैं कि इस आईओटी क्रांति ने पुराने एम्बेडेड सिस्टम को जीवन का एक नया पट्टा दिया है एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन के लिए कुछ विशिष्ट अनुप्रयोग जैसे कि स्मार्ट होम ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग स्मार्ट परिवहन हो सकते हैं और निश्चित रूप से यदि आप विभिन्न आईओटी के कई पहलुओं को जोड़ते हैं तो यह एक व्यापक तस्वीर बनती है जिसे हम स्मार्ट सिटी और अंततः स्मार्ट वर्ल्ड कहते हैं अब हम एक मामले का अध्ययन करेंगे जहां हम ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मॉड्यूल पर विचार करेंगे सबसे पहले मैं इस बारे में बात करूंगा कि वास्तव में हम क्या कहना चाह रहे हैं जब हम कहते हैं कि हम किसी वस्तु को ट्रैक करते हैं मैं एक वस्तु हो सकता हूं मेरा थैला एक वस्तु हो सकता है हम कहते हैं कि मैं एक जगह से कुछ दूसरी जगह भेज रहा हूं जैसे कि एक दवाई वो भी एक वस्तु हो सकती है मेरे बच्चे खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं उन्हें वस्तुओं के रूप में भी माना जा सकता है अन्य भी अनुप्रयोग हैं जो समान होंगे हम बुनियादी इमारत ब्लॉकों को देखेंगे जो सिस्टम बनाते हैं और अधिकांश अनुप्रयोगों में समान हैं अंतिम परिपालन अनिवार्य रूप से एक एम्बेडेड सिस्टम समस्या है यदि आप ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की एक समग्र प्रणाली के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपको एक एम्बेडेड सिस्टम बनाना होगा और फिर निश्चित रूप से इसमें संचार क्षमता होगी पहले चरण में हम एक सिस्टम बनाने के लिए आवश्यक सेंसर या एक्चुएटर के साथ एक उपयुक्त माइक्रोकंट्रोलर और इंटरफ़ेस का उपयोग करते हैं जो बहुत सरल है इसलिए हमें प्रसंस्करण के लिए एक उपयुक्त माइक्रोकंट्रोलर की ज़रूरत है और संपूर्ण सिस्टम को बनाने के लिए हमें कुछ सेंसर या एक्चुएटर की भी आवश्यकता है कई आईओटी अनुप्रयोगों के लिए लागत एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है अब इन सभी चीजों पर हम पिछले हफ्तों में चर्चा कर चुके हैं कि लागत इस बात पर निर्भर करती है कि आप वास्तव में कितनी इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं यदि आप वास्तव में बहुत कम संख्या में इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं तो लागत बहुत बड़ी हो सकती है लेकिन यदि एक ही तरह के उत्पाद को इकाइयों की बड़ी संख्या के लिए डिज़ाइन किया गया है तो आप इसे थोक में उत्पादित कर रहे हैं तो लागत हमेशा कम हो जाती है सबसिस्टम का चुनाव लागत के मुद्दे द्वारा तय किया जा सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी इकाइयों के लिए निर्माण कर रहे हैं कौन सा समुदाय उस यंत्र को चाहता है आप इसे कैसे बाजार में लाएंगे ताकि यंत्र का महत्व ग्राहकों की भारी संख्या तक पहुंच जाए अगर ग्राहक खरीदना चाहता है तो आपको किसी तरह की मार्केटिंग भी करनी होगी इसलिए आपको अपने उत्पाद को बेचने के लिए किस तरह की चीजें करनी चाहिए बहुत सी चीजें हैं जो इसमें शामिल हैं लेकिन लागत एक महत्वपूर्ण कारक है अब मैं ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग पर आता हूँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग क्या है यह एक ऐसा तंत्र है जिससे हम वास्तविक समय में किसी भी वस्तु का पता लगा सकते हैं जिसका अर्थ है कि मेरा बच्चा किसी भी समय खेलने के लिए बाहर गया है जिसे मैं जानना चाहता हूं जहां मेरा बच्चा खेल रहा है चाहे वह खेल के मैदान के अंदर है या वह वास्तविक समय में किसी अन्य स्थान पर चला गिया है इस प्रक्रिया में हमारे पास किसी प्रकार का एप्लिकेशन हो सकता है शायद यह वेब एप्लिकेशन या आपके मोबाइल फोन में ऐप के रूप में हो यह मुझे मेरे बच्चे की वर्तमान स्थिति बताने में सक्षम होना चाहिए क्या करने की आवश्यकता है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा लेकिन यह वह जगह है जहां मुझे इस ऑब्जेक्ट ट्रैकर की आवश्यकता है एक वस्तु कोई भी बोधगम्य वस्तु हो सकती है जो समय के साथ अपना स्थान बदलती है यह एक वाहन हो सकता है जैसे कि यह मेरी साइकिल मेरी कार या बस या ट्रक या हवाई जहाज हो सकता है या यह एक इंसान हो सकता है जैसा कि मैंने कहा एक छोटा बच्चा हो सकता है या यह आपके बूढ़े माता पिता हो सकते हैं यह कोई भी जानवर जैसे गाय आपका कुत्ता कुछ वन्यजीव आदि हो सकते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की आवश्यकता क्यों है मुझे लगता है कि मैं आपको पहले ही प्रेरित कर चुका हूं कि हमें ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की आवश्यकता क्यों है लेकिन मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूं जहां आप देखेंगे कि सिर्फ वस्तु को ट्रैक करने से कोई मतलब नहीं निकलता हमें कुछ और आंकड़े प्राप्त करने के लिए वस्तु के साथ कुछ और अन्य सेंसरों की आवश्यकता होती है हम दवा के वितरण के रूप में उदाहरण लेते हैं बता दें कि कुछ दवा देने के लिए कुछ आवश्यक पर्यावरणीय परिस्थितियों के तहत इसकी जरूरत होती है आप जानते हैं कि दवाओं को निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है यदि आप दवा को बहुत गर्म जगह पर रखना चाहते हैं तो यह क्षतिग्रस्त हो सकती है तो आपको तापमान बनाए रखने की आवश्यकता है तो आम तौर पर क्या किया जाता है यदि आप एक दवा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो हम दवा किसी वितरण प्रतिनिधि को सौंप देते हैं एक दवा के साथ हम कुछ यंत्र संलग्न करते हैं जो कि तापमान नमी और इसके स्थान के साथ साथ अन्य प्रासंगिक जानकारी को भी समझेगा इसलिए यह न केवल उस स्थान को भेज रहा है जहां यह दवाई चल रही है आप इसके अलावा यह भी ट्रैक कर सकते हैं कि उस दौरान तापमान क्या है आदि विभिन्न सेंसर से जानकारी कुछ उपयुक्त संचार युक्ति के माध्यम से समय समय पर सर्वर पर अपलोड की जाएगी युक्ति जीपीआरएस या एसएमएस हो सकती है हम इन चीजों पर गौर करेंगे और यह इन अन्य मापदंडों के साथ स्थान को किसी डेटाबेस में अपलोड कर देगा हम जरूर एसएमएस के माध्यम से यह कर सकते हैं इसे किसी अन्य मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा लेकिन अगर आप इसे इंटरनेट के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो आपको जीपीआरएस सेवा का उपयोग करना होगा तो इस तरह से पता चलता है कि यह मूल रूप से कैसे काम करता है संबंधित व्यक्ति वास्तविक समय में प्रेषण को ट्रैक कर सकता है निश्चित रूप से यदि सभी आंकड़ों को समय समय पर अपलोड किया जाता है तो हम कह सकते कि हर 5 मिनट में हम आंकड़ों को सर्वर पर भेजने वाले यंत्रों को अपलोड कर रहे हैं तो संबंधित व्यक्ति आसानी से वास्तविक समय में प्रेषण को ट्रैक कर सकता है और ऐतिहासिक आंकड़ों तक पहुंच भी हो सकती है क्योंकि हम इसे डेटाबेस में संग्रहीत कर रहे हैं तो आप यह भी जान सकते हैं कि मैं इस समय सही जाँच कर रहा हूं लेकिन एक घंटे पहले क्या हुआ था तापमान क्या था जिसे हम भी देख सकते हैं क्योंकि हमने डेटाबेस में सब कुछ संग्रहीत किया हुया है आइए हम जीवित प्राणियों पर नज़र रखने का उदाहरण लें युक्ति बहुत समान है जैसा कि मैंने दवा के लिए चर्चा की है यह यहां भी वैसा ही होगा केवल सेंसर ही जो आवश्यक हैं वे एक स्थिति से अगली स्थिति तक भिन्न होंगे वन्यजीवों की ट्रैकिंग उनकी जीवन शैली के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कई अन्य जानकारियां हो सकती है जिन्हें हम इकट्ठा कर सकते हैं आपके पास एक्सेलेरोमीटर जैसे कुछ उपकरण हो सकते हैं हम उस समय पर गौर करते हैं तो एक एक्सेलेरोमीटर क्या है हम इसे देखेंगे ताकि उस तरह के उपकरण को आप उन गतिविधियों का पता लगाने में लगा सकें जो एक विशेष जानवर एक दिन में प्रदर्शन कर रहा है हम हमेशा अपने पालतू जानवरों या किसी भी पशु को उस तरह से ट्रैक कर सकते हैं तो ऑब्जेक्ट ट्रैकर बनाने के लिए क्या आवश्यक है मैंने तुम्हें प्रेरणा दी है आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं लेकिन कुछ आवश्यकताएं हैं आपके पास कुछ उपकरण होने चाहिए जो स्थान को ट्रैक करेंगे और कुछ आंकड़े भी प्राप्त करेंगे अगर यह आवश्यक हो तो कुछ सेंसर आंकड़े अपलोड किए जा सकते हैं आइए देखें कि प्रसंस्करण के लिए सभी उपकरणों की क्या आवश्यकता है कुछ स्थानीय प्रसंस्करण और विभिन्न सेंसर और संचार उपतंत्र के साथ इंटरफेस के लिए माइक्रोकंट्रोलर की जरुरत होती है स्थान को ट्रैक करना होगा इसलिए उस माइक्रोकंट्रोलर में एक कोड लिखा होना चाहिए जो स्थान प्राप्त करेगा हम कहते हैं कि मैं इसे हर 5 मिनट में ट्रैक करना चाहता हूं इसलिए आप उसी प्रकार से कोड लिख सकते हैं हर 5 मिनट में यह सेंसर से पढ़ेगा और यह सर्वर पर अपलोड करेगा इसलिए हमें पहले कदम पर एक माइक्रोकंट्रोलर की ज़रूरत है फिर संचार क्षमता के लिए आपको एक जीएसएम मॉड्यूल की ज़रूरत होगी हम उस समय इस पर चर्चा करेंगे और स्थान संवेदन के लिए हमें एक जीपीएस मॉड्यूल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की ज़रूरत है और पैरामीटर सेंसिंग के लिए आपको विभिन्न प्रकार के सेंसर जैसे कि तापमान सेंसर या नमी सेंसर या दबाव सेंसर की ज़रूरत होती है तो ये चार चीजें हैं जो मूल रूप से ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के लिए आवश्यक हैं यह संपूर्ण आरेख है अगर आप देखें तो यह माइक्रोकंट्रोलर है यह जीपीएस मॉड्यूल है जो निर्देशांक को समझने वाले माइक्रोकंट्रोलर से जुड़ा होगा कुछ ऐसे सेंसर भी हो सकते हैं जो जुड़े हुए हैं जिन्हें माइक्रोकंट्रोलर द्वारा पढ़ा जाएगा और जैसा कि मैंने कहा हर 5 मिनट में ये आंकड़े इस माइक्रोकंट्रोलर के माध्यम से किसी सर्वर पर जीएसएम मॉड्यूल का उपयोग करके भेजे जाऐंगे यह मूल रूप से संपूर्ण प्रणाली है जहां प्रसंस्करण क्षमता के साथ हमारे पास आंकड़े पढ़ने के लिए अलग अलग सेंसर हैं और यह यहां संग्रहीत होगा लेकिन यहां हमारे पास इस जीएसएम मॉड्यूल के माध्यम से कुछ संचार क्षमता भी है जो कि हम किसी सर्वर को आंकड़े भेज रहे हैं इस समय सर्वर में जो भी आंकड़े है वह हमें वर्तमान स्थान देंगे और अगर आप पिछले स्थान को भी देखना चाहते हैं तो आप हमेशा देख सकते हैं इसलिए यह माइक्रोकंट्रोलर है जिसकी मैं पहले ही चर्चा कर चुका हुं इसलिए मैं इस बारे में विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं जीपीएस मॉड्यूल के बारे में विभिन्न प्रकार के जीपीएस मॉड्यूल उपलब्ध हैं यह जीपीएस मॉड्यूल की एक उदाहरण है जो हॉलक्स जीआर 87 जीपीएस मॉड्यूल है आप किसी भी अन्य जीपीएस मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं जो उपलब्ध है और फिर जीएसएम मॉड्यूल इस पाठ्यक्रम में हमने सिम900ए जीएसएम मॉड्यूल का उपयोग किया है जिसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा यह मूल रूप से दूरवर्ती स्थान के साथ संचार के लिए उपयोग किया जाता है और यह उसी तकनीक का उपयोग करता है जिसका मोबाइल फोन द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम एक मोबाइल फोन में उपयोग करते हैं तो एक सिम स्लॉट होता है जहां आप सिम कार्ड लगाते हैं और यह सिम900ए की चिप होती है यह एक विकास बोर्ड है आप इस विशेष चिप को किसी भी विकास बोर्ड में देख सकते हैं यहां सिम स्लॉट है जहां आप सिम कार्ड डालेंगे और निश्चित रूप से आपके पास ट्रांसमीटर और रिसीवर के साथ जोड़ने के लिए यह Vcc ग्राउंड और अन्य पिन हैं वही मॉड्यूल जो हमने अपने प्रयोग के लिए उपयोग किया है जो सर्वत्र प्रचलित एटी कमांड सेट का भी समर्थन करता है हमें इस जीएसएम मॉड्यूल के साथ संचार के लिए सर्वत्र प्रचलित एटी कमांड का उपयोग करना होगा यह एक त्रि बैंड जीएसएम जीपीआरएस इंजन है जो इन तीन आवृत्तियों पर काम करता है जो कि 900 मेगाहर्ट्ज़ 1800 मेगाहर्ट्ज़ और 1900 मेगाहर्ट्ज़ है और आपके पास इसके साथ एकीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के सेंसर हो सकते हैं इसलिए संचार के लिए हम ब्लूटूथ रेडियो संचार या निकट फील्ड संचार का उपयोग कर सकते हैं तो हम इस लेक्चर के अंत में आ चुके हैं जहां मैंने आपको एक विचार दिया है कि कैसे एक सरल आइओटी प्रणाली को इसकी प्रसंस्करण क्षमता तथा संवेदक आंकड़ों के साथ बनाया जा सकता है और मैंने एक ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग अनुप्रयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की है हमने देखा है कि पूरी प्रणाली का निर्माण काफी सरल है लेकिन इसमें इतनी अनुप्रयोगों की विविधता है कि इसका उपयोग कई स्थानों पर किया जा सकता है धन्यवाद